इसलिए यदि आपके पास XYZ निर्देशांक हैं तो यह occupancy दखलकारी है सही तो हमारे पास एक और शब्द है यहीं पर इसे तापमान कारक कहा जाता है जिसे हम बी फैक्टर भी कह सकते हैं यह आपको प्रत्येक परमाणु का लचीलापन बताएगा कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए इसलिए यदि आप परमाणु को इलेक्ट्रॉन घनत्व मानचित्र के भीतर करने में सक्षम हैं यदि आप परमाणु को लगाते है उस स्थान के भीतर सही तो वे कठोर हैं और इस मामले में वे इन इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित नहीं करते हैं तो इसमें वे एक आदर्श स्थिति बन जाते हैं इस मामले में आप घने वितरण प्राप्त कर सकते हैं उस विशेष रूप से रचना के भीतर फिर वे बहुत कठोर हैं लेकिन आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों का व्यापक वितरण होता है सही क्योंकि तब वे कंपन करते हैं क्योंकि इन परमाणुओं के कंपन उनके अलग अलग अणु होते हैं क्रिस्टल जाली में इस मामले में आप इलेक्ट्रॉन घनत्व देख सकते हैं उनमें सभी औसत गतियों शामिल होंगे यदि वे अधिक कंपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि विचलन बहुत अधिक है यदि आप उस कठोर स्थिति के भीतर एक ही अवशेष या एक ही परमाणु पर कब्जा कर सकते हैं तो यह बहुत छोटा है यदि नहीं तो वे इस मामले में बहुत उतार चढ़ाव करते हैं आप इन उतार चढ़ाव की भिन्नता देख सकते हैं यह वही है जो वे तापमान कारक है सही हम इस मामले को देखते हैं ठीक है आप हिस्टिडीन 93 देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह समोच्च इस विशेष अवशेषों को समायोजित कर सकता है और कुछ मामला समोच्च पूर्ण अवशेषों को समायोजित करने में सक्षम नहीं है क्योंकि यह कंपन और अधिक है इस नक्शे के अंदर तो आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं सही और पीडीबी संरचनाओं में इन गतियों का हिसाब लगा सकते हैं सही इसीलिए वे आपको डेटा बी फैक्टर या तापमान कारक देते हैं अनिवार्य रूप से यदि संख्या 10 से कम है और 20 से कम है तो आप कह सकते हैं कि कंपन कम है और वे कठोर हैं सही और फिर संरचना में उनकी विशेष स्थिति है यदि यह 50 से अधिक है तो परमाणु यहां और वहां बढ़ रहा है और उतार चढ़ाव अधिक है इस मामले में तापमान कारक या बी कारक अधिक है इस मामले में तो यह एक उदाहरण है तो यहां आप हिस्टिडीन 93 एनडी 1 और सीडी 2 देख सकते हैं मूल्य लगभग 12 या 15 या 16 है और आप इन परमाणुओं को देख सकते हैं कि वे कठोर हैं उसी मामले पर यदि आप हिस्टीडीन 81 सही एनडी 1 और सीडी 2 को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मान 50 से अधिक हैं 72 या 73 कहते हैं और यह मामला हम देख सकते हैं कि ये परमाणु वे बहुत लचीले हैं और यही कारण है कि बी सक्रियता बहुत अधिक है इसलिए यहां मैं चित्र दिखाता हूं इस मामले में आप उदाहरण के लिए एक अलग रंग देख सकते हैं जो एक नीला रंग है या उनमें से कुछ पीले और लाल रंग में हैं नीले रंग वाले हैं सही वे कम मूल्यों वाले हैं सही निम्न मानों का अर्थ है कम मूल्यों का अर्थ क्या है छात्र कठोर नीला वे कठोर होते हैं जो कम लचीले होते हैं वे कठोर होते हैं तो कुछ मामलों में अगर यह पीला है या यह लाल रंग में है तो इस मामले में उनके पास बहुत अधिक गति है और इस मामले में वे अत्यधिक लचीले हैं इसलिए यदि आप इस डेटा को उदाहरण के लिए देखते हैं सही तो मैं यहाँ संरचना दिखाता हूँ इसलिए यदि आप देखते हैं कि वे अत्यधिक लचीले हैं क्योंकि इस मामले में मूल्य बहुत अधिक हैं क्योंकि यह डीएनए से है और यह प्रोटीन पक्ष से है और कुछ मामले अगर आप यहाँ देखें और कई मामले इधर हैं सही तो यहाँ कम हैं तो इस मामले में ये परमाणु कठोर हैं तो अब हम 3 डी निर्देशांक प्राप्त करते हैं अभी मैं प्रोटीन डेटा बैंक में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में बताऊंगा तो पहले हमारे पास अनुक्रम है जब हमें अनुक्रम सूचना मिलती है तो आप यहीं एमिनो एसिड अनुक्रम देख सकते हैं इससे पहले मैंने फास्टा प्रारूप दिखाया था आप पीडीबी को यहां देख सकते हैं और साथ ही साथ आप दूसरी संरचना असाइनमेंट भी देख सकते हैं इस सर्पिल वालो का अर्थ क्या है छात्र हेलिक्स यह हेलिक्स है और यह स्ट्रैंड है यह DSSP पर आधारित है DSSP क्या है प्रोटीन की माध्यमिक संरचनाओं का शब्दकोश इसलिए वे PDB संरचनाओं को लेते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न के आधार पर यह द्वितीयक संरचनाओं को असाइन करेगा तो यहाँ अमीनो एसिड अनुक्रम दिया गया है आप हेलिक्स स्ट्रैंड्स इत्यादि को देख सकते हैं विभिन्न माध्यमिक संरचनाएँ इसलिए अब इन विभिन्न एनोटेशनों पर जाएं प्रोटीन को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है मैं विवरणों की व्याख्या शायद अगली कक्षा में कुछ मामलों में करूंगासही जो कि हेलिकल क्षेत्रों में हावी हैं इस मामले में हम प्रोटीन को हेलिकल प्रोटीन कह सकते हैं और कुछ मामलों में आप देख सकते हैं कि प्रोटीन बीटा स्ट्रैड्स पर हावी है इन प्रोटीनों को हम बीटा प्रोटीन कहते हैं और कुछ प्रोटीनों में हम दोनों बीटा हेलिक्स में अल्फा हेलिक्स होते हैं इन्हें अल्फा बीटा प्रोटीन या अल्फा प्लस बीटा प्रोटीन या मिश्रण प्रोटीन कहा जाता है तो कुछ डेटाबेस हैं जिनके पास यह जानकारी है सही यदि आप एनोटेशन देखते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि मैं अगली कक्षाओं में अधिक विस्तार से बताऊंगा तो आप अनुक्रम समानता देख सकते हैं सही पीडीबी ने हाल ही में पृष्ठ को संशोधित किया है इसलिए उदाहरण के लिए प्रत्येक समानता के लिए 100 प्रतिशत या 90 प्रतिशत या 50 प्रतिशत उन्होंने कई क्लस्टर विकसित किए हैं हमने क्लस्टरिंग विधि के बारे में चर्चा की है कि हम किस क्लस्टर पद्धति पर चर्चा करते हैं छात्र सीडी हिट राइट होगा जो क्लस्टरिंग विधि है छात्र k मतलब k मतलब क्लस्टरिंग सही इसलिए यह विभिन्न समूहों का उपयोग करता है जो सभी अनुक्रमों को एक साथ रखते हैं और वे समान अनुक्रमों को एक क्लस्टर में रखते हैं इसलिए वे किसी भी थ्रेसहोल्ड के के आधार पर अलग अलग क्लस्टर बना सकते हैं कोई भी थ्रेसहोल्ड इसलिए हमने पहचान के संबंध में विभिन्न समूहों को माना है सही और हम इन समूहों से देख सकते हैं कि वे नॉन रेडंडान्त अनुक्रम लेते हैं उनके पास अनुक्रम समानता है जो आप पीडीबी में प्रत्येक प्रोटीन के लिए प्राप्त कर सकते हैं फिर आप 3D समानता के साथ चलते हैं 3D समानता क्या है संरचनाओं में समानता तो अब हमने अनुक्रम समानता के बारे में चर्चा की इस मामले में हमारे पास एक अनुक्रम है जो अनुक्रम दो के साथ संरेखित है और देखें कि वे समान क्यों हैं एक 3 डी समानता के मामले में वे लोगों को प्रोटीन संरचना लेते हैं और वे अन्य प्रोटीन संरचनाओं के साथ इस प्रोटीन को सुपरइंपोज़ करते हैं ठीक है हम बाद में विवरणों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वे कितने अलग हैं Cα स्थिति या सभी परमाणुओं पर निर्भर करते हुए वे RMSD शब्द के आधार पर परिभाषित करते हैं जो रूट माध्य वर्ग विचलन है इसलिए यहाँ हमारे पास निर्देशांक X1 y1 z1 और x2 y2 z2 हैं वे उस दूरी को प्राप्त कर सकते हैं जब वे संरचनाओं को सुपरइंपोज़ करने के लिए सौंपे जाते हैं कई परमाणुओं के या कई Cα परमाणु होते हैंसही जिस तरह से हम दूरी की गणना करते हैं और अंत में उन्हें रूट माध्य वर्ग विचलन मिलता है यह आपको बताएगा कि ये 2 संरचनाएं कितनी दूर हैं यदि संरचना समान है तो आरएमएसडी कम या अधिक है छात्र कम कम सही अगर यह कम है तो आप कह सकते हैं कि संरचनाएं समान हैं यदि यह बहुत अधिक है तो हम कहते हैं कि वे समान नहीं हैं तो आपके पास मान हो सकते हैं ये संरचनाएं हैं सही जिनके पास आपके पास समान संरचनाएं हो सकती हैं सही इसलिए इस मामले में वे संरेखित हैं एक और श्रृंखला के साथ 1SX7 और इस रूट माध्य वर्ग विचलन फिर हम साहित्य को देखते हैं साहित्य आपको उन अनुसन्धान कागज़ात की जानकारी देगा जो प्रकाशित हो चुके हैं इसलिए उदाहरण के लिए साहित्य में अलग अलग तकनीकों या अलग अलग स्थिरता या अलग अलग सूचना के आधार पर T4 लाइसोजाइम की संरचना के लिए इस पहलू पर विभिन्न पेपर प्रकाशित किए गए हैं इसलिए उस विशेष पेपर के लिए प्राथमिक उद्धरणों की सूची इसलिए यदि आप देखते हैं कि वे अन्य कागजात के साथ भी जुड़े हुए हैं जो उदाहरण के लिए पीडीबी संरचनाओं का उपयोग करते हैं तो कई अन्य विधियां हैं उदाहरण के लिए यह गुना दर और महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त करना और प्रोलाइन म्यूटेशन और स्थिरता का प्रभाव है सही इसलिए विभिन्न विधियां हैं ये कागजात वे एक मॉडल के विकास के लिए पीडीबी संरचनाओं का उपयोग करते हैं इसलिए कई कागजात हैं जो वे संरचनात्मक जानकारी का उपयोग करते हैं आगे के विश्लेषण पक्ष में सभी पत्रों की सूची इसलिए यदि आप इस एक पर क्लिक करते हैं तो यदि आप देखते हैं कि ये संरचनाएं हैं जो अनुसंधान कागज में उपयोग की जाती हैं वे उन संरचनाओं के बारे में भी डेटा देते हैं जो उन्होंने किसी विशेष पेपर में उपयोग किए थे तो यह आपको पीडीबी महत्वपूर्ण है पीडीबी संरचनाएं महत्वपूर्ण हैं और पीडीबी संरचनाओं का व्यापक रूप से विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी विधियों के विकास के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए आपको जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान मिलता है इसलिए आप संरचनात्मक कीवर्ड्स के साथ साथ प्रोटीनों के वजन और स्रोत विधि आदि का भी वर्णन कर सकते हैं सही और हम सेलुलर लोकेशन मॉलिक्यूलर फंक्शन या बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे गो टर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप कर सकते हैं अगर यह एंजाइम है और हम उत्प्रेरक साइट के अवशेषों को पा सकते हैं सही तो उत्प्रेरक साइट अवशेष क्या है छात्र अवशेष जो उत्प्रेरक का प्रदर्शन करते हैं कैटेलिसिस यह छोटा है छोटे अनुक्रम के लिए छोटा है इसलिए हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं जो डेटाबेस आपको उत्प्रेरक साइट के अवशेष मिलते हैं छात्र कैटेलिटिक साइट एटलस कैटेलिटिक साइट एटलस सही आप एक सीएसए देख सकते हैं ठीक है हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप देख सकते हैं ये अवशेष हैं जो महत्वपूर्ण हैं सही और एक उत्प्रेरक साइट अवशेष के रूप में कार्य कर रहे हैं इसलिए एक्स रे विवर्तन वे उदाहरण के लिए क्रिस्टल डेटा देंगे अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है तो उनके पास लंबाई एबीसी और अंतरिक्ष समूह हैं सही और वे यह सब जानकारी देते हैं साथ ही हेटेरो परमाणुओं विलायक परमाणुओं और एक शोधन की संख्या और फिर यहाँ आप बॉन्ड की लंबाई दे सकते हैं सही C और N और C और O Cα और C सही जैसे विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं तो इस बंधन की लंबाई के विभिन्न प्रकार वे औसत और मानक विचलन देते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास C और N हैं तो C और N की बंध लंबाई क्या है जहां 133 है सही क्योंकि C और N है सही तो आप देख सकते हैं कि यह 133 है और मानक विचलन जो हम देते हैं ये न्यूनतम 127 हैं यह 138 है सही यह न्यूनतम है और यह एक अधिकतम है फिर बांड कोण के मामले में बंधन कोण को देखने के लिए कितने परमाणुओं की आवश्यकता होती है छात्र 3 तीन सही तो आप C और Cα को रख सकते हैं सही यदि यह C और N और Cα है सही तो आप देख सकते हैं कि यह औसत है जहां 149 कोण 12987 औसत है तो विचलन भी 114 से 133 तक नहीं है सही तो यह न्यूनतम मूल्य है यह एक अधिकतम मूल्य है और आप औसत के साथ साथ विचलन भी देख सकते हैं फिर एक टॉर्शन कोण ले सकते हैं इसलिए हमने पहले टॉर्शन कोण के बारे में चर्चा की तो आप चार अलग अलग परमाणुओं को सही देख सकते हैंसही तो phi और psi कोण सही आप औसत मान को न्यूनतम दे सकते हैं और अधिकतम यहाँ खत्म हो गया है और आप अलग अलग डायहेड्रल कोणों के लिए औसत मान देख सकते हैं फिर हम इस विधियों और और ज्यामिति के साथ साथ दिए गए लिंक पर जाते हैं संरचनात्मक सारांश संरचनात्मक विशेषताएं लिगैंड सुविधाएँ और इसी तरह आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सही तो फिर आप पीडीबी पर जाएं httpswwwrcsborg सही है तो आप एक प्रोटीन के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो बस आप किसी भी पीडीबी आईडी के साथ प्रयास करें और आप उन विवरणों को पढ़ सकते हैं जो प्रोटीन डेटा बैंक में उपलब्ध हैं इसलिए वर्गीकरण और फिर जैविक विवरण और मार्ग और गतियों और इसी तरह की अन्य जानकारी तो पीडीबी के पास खोज करने और डेटा प्राप्त करने के लिए कई विकल्प हैं सबसे पहले आप सरल खोज का उपयोग कर सकते हैं इस मामले में आप यूनीप्रोट या किसी पीडीबी आईडी से खोज कर सकते हैं या आप अपने कीवर्ड को नाम दे सकते हैं सही तो आप इस जानकारी को सरल खोज में उपयोग कर सकते हैं और आपको जानकारी मिल जाएगी और उनके पास उन्नत खोज है इस मामले में आप विभिन्न अन्य विकल्पों के साथ खोज कर सकते हैं आप आईडी और कीवर्ड या संरचना या किसी भी प्रकार के एनोटेशन या आणविक प्रकार अनुक्रम सुविधाओं रासायनिक यौगिकों और तरीकों से जांच कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप प्रोटीन डीएनए परिसरों में रुचि रखते हैं तो सभी प्रोटीन डीएनए परिसरों के लिए डेटा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मामले में आपको प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स प्राप्त करने के लिए कौन से कीवर्ड की तलाश करनी है छात्र अणु प्रकार ये आणविक प्रकार हैं क्योंकि कई आणविक प्रकार हैं और मैं शुरुआत में दिखाता हूं कई प्रोटीन और कई न्यूक्लिक एसिड और साथ ही कुछ प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड परिसरों हैं यदि आप प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रखना चाहते हैं तो आप प्रोटीन का चयन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें मोनोमर या डिमर या ट्रिमर इत्यादि की आवश्यकता कहां है यदि आप प्रोटीन डीएनए परिसरों में रुचि रखते हैं तो आप अणु प्रकार पर जाते हैं जहां आप प्राप्त कर सकते हैं ठीक है अगला बॉक्स खुल जाएगा तो आपके पास सवाल हैं तो पहला सवाल यह है कि क्या इसमें प्रोटीन है या नहीं सही हां क्योंकि हमें प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स की जरूरत है तो यह हाँ है और इसमें डीएनए की आवश्यकता है हा है सही तो आप हाँ डालते हैं तो इसमें आरएनए शामिल है नहीं है सही क्योंकि यहां हमें इस आरएनए की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम प्रोटीन डीएनए परिसरों में रुचि रखते हैं फिर हमें प्रोटीन डीएनए और आरएनए हाइब्रिड शामिल करने की आवश्यकता है इसलिए भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम मुख्य रूप से प्रोटीन डीएनए परिसरों में रुचि रखते हैं इसलिए यदि आप प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स रखना चाहते हैं तो हम प्रोटीन और डीएनए की खोज करते हैं इसलिए यदि आप यह करते हैं सही तो हम डेटा प्राप्त कर सकते हैं इस मामले में आपके पास एक और विकल्प है कि क्या आपको कुछ अतिरेक के साथ अनुक्रम को हटाने की आवश्यकता है यदि आप हटाना चाहते हैं तो आप रिडण्डेंसी को भी हटा सकते हैं जिसे आप कटऑफ पहचान कह सकते हैं यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको हटाने की आवश्यकता नहीं है यदि आप हटाना चाहते हैं तो आपको इसे लगाना होगा और फिर देना होगा ऐसे कई विकल्प हैं जिन पर आप क्लिक कर सकते हैं कि आप किस रिडण्डेंसी को चाहते हैं तो आपके पास 40 प्रतिशत की पहचान है तो अब हम डेटा प्राप्त करते हैं इसलिए यहाँ भी वे विभिन्न समूहों को वर्गीकृत करते हैं आप जीवों को देख सकते हैं जो आपको होमो सेपियन्स 538 और 48 के बराबर मिलेंगे इसलिए आप वर्गीकरण कर सकते हैं और आप अलग से विश्लेषण कर सकते हैं अगर आप रुचि रखते हूं फिर आपके पास टेक्सोनोमी अलग अलग तरीके और रिज़ॉल्यूशन हैं यदि आप एक उच्च रिज़ॉल्यूशन संरचना चाहते हैं तो आप ये लेते हैं कि आपको संरचनाओं की अच्छी संख्या मिल जाएगीसही सही तो आप नवीनतम डेटा में रुचि रखते हैं तो आपके पास डेटा हो सकता है जो बहुत नवीनतम हैं तो इस मामले में हम इस महीने प्राप्त करते हैं उनके पास प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड डीएनए कॉम्प्लेक्स के लिए डेटाबेस में 2 संरचनाएं जमा होती हैं लेकिन बहुलक प्रकार प्रोटीन डीएनए है तो हमारे पास एक अलग एंजाइम वर्गीकरण है इसलिए ये अलग अलग वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन हैं इस बारे में मैं बाद में SCOP वर्गीकरण के बारे में चर्चा करूंगा इसलिए यदि आप प्रोटीन का एक समूह बनाना चाहते हैं तो आप विभिन्न पहलुओं के साथ समूह प्राप्त कर सकते हैं हम अलग अलग जीव अलग अलग वर्गीकरण अलग अलग तरीके और विभिन्न एंजाइम वर्गीकरण और इतने पर दे सकते हैं यदि आप प्रोटीन प्रोटीन परिसरों पर एक डेटा रखना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि क्या करना है छात्र प्रोटीन प्रोटीन पर जाँच करें आप प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपके पास जटिल साधन होने की आवश्यकता है कम से कम आपको 2 की आवश्यकता है इसलिए इस मामले में आप कितनी चैन की संख्या है का चयन कर सकते हैं 2 यदि आप चाहते हैं कि विभिन्न प्रोटीन होमोडीमर या नहीं होमोपोलिमर यदि केवल हेटेरोडीमर या हेटरोपॉलेमर हैं तो यदि आपको चेन की लंबाई का उल्लेख करना है तो आपको अलग होना चाहिए हेटेरोडीमर या हेटरोपॉलेमर प्राप्त कर सकते हैं तो इसी तरह आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्रोटीन डेटा बैंक से डेटा एकत्र कर सकते हैं तो अब अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स हैं और हम प्रोटीन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप इन संरचनाओं का उपयोग विभिन्न मापदंडों को प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं सही है और आप प्रोटीन और प्रोटीन संरचनाओं की कल्पना भी कर सकते हैं जो मुझे एक स्थिर संरचना दिखाती हैं सही यह सही है यह एक प्रकार की स्थैतिक संरचना है तो आप केवल एक प्रस्ताव देख सकते हैं यह केवल एक दृश्य है तो आप इस प्रोटीन को देख सकते हैं और आप विभिन्न दिशाओं में देख सकते हैं और इन विशेष प्रोटीनों से विभिन्न सूचनाओं का अवलोकन कर सकते हैंसही तो प्रोटीन की कल्पना करने और इन प्रोटीन संरचनाओं से जानकारी प्राप्त करने के लिए कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं प्रोटीन की कल्पना करने के लिए आमतौर पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर पायमोल और रस्मोल जेमोल किंग और वेबमोल हैं जिन्हें वे पहले के दिनों द्वारा विकसित किया गया था और स्विस पीडीबी दर्शक तो रासमोल सबसे पुराने सॉफ्टवेयर में से एक है हम सिर्फ इस प्रोटीन संरचना को देखने के लिए और यह समझने के लिए कि वे संपर्क कैसे बनाते हैं और वर्तमान में ये सभी चीजें क्या हैं जो कि Jmol Swiss PDB दर्शक और Pymol व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोटीन संरचनाओं की कल्पना करने के लिए और इन सभी चीजों के बीच Pymol प्रसिद्ध हो रहा है क्योंकि आप प्रकाशन गुणवत्ता के आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं और यह भी कि Pymol में कई विकल्प उपलब्ध हैं सही है कि आप प्रोटीन की संरचना के लिए कई जानकारी को घुमाने के लिए Pymol का उपयोग लाभ कारी ढंग से कर सकते हैं मैं आपको Pymol में उपलब्ध उपयोगिता के बारे में लघु प्रदर्शन दिखाऊंगा पहले के दिनों में जब उन्होंने Pymol की शुरुआत की थी तब यह सभी के लिए मुफ्त था फिर कुछ समय बाद जब यह प्रसिद्ध हो रहा है क्योंकि बहुत से उपयोगकर्ता इसके Pymol का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं Schrodinger ने इस Pymol को खरीदा और उन्होंने इस Schrodinger सॉफ़्टवेयर के अंदर शामिल किया इसलिए वे वाणिज्यिक अधिकार बन गए हालांकि वे अधिकांश उपयोगिताओं के साथ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इसे मुफ्त में देने के लिए पर्याप्त हैं इसलिए यदि आप शैक्षिक उपयोग के लिए इस Pymol को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हमें पंजीकरण करने की आवश्यकता है और आपको सॉफ्टवेयर राइट्स लेने होंगे डेवलपर्स को जरूरी जानकारी देकर सही तो आप एक आवश्यक जानकारी देते हैं फिर वे कुंजी को देंगे सही और फिर आप पंजीकरण कर सकते हैं और आप अपने डेस्कटॉप में सॉफ़्टवेयर को तरीके से स्थापित कर सकते हैं सही तो यहाँ यह वेब वेबसाइट है जहाँ आप Pymol लॉगिन कर सकते हैं ठीक है इसलिए एक बार जब आप इस Pymol को प्राप्त करते हैं तो फिर आप इसका उपयोग करना शुरू करते हैं सही इसलिए जब आप इंस्टॉल करते हैं और यहां तक कि आप Pymol लॉन्च करते हैं तो हम 2 विंडो प्राप्त कर सकते हैं सही तो आप देख सकते हैं कि यह एक विंडो है और यह कमांड प्रॉम्प्ट के साथ है हम इस स्पेस में किसी भी कमांड का उपयोग कर सकते हैं और प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं फिर आप अगले एक को नीचे देख सकते हैं तो यहाँ यह दर्शक खिड़की है तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका अणु और आप इस प्रोटीन अणु में कुछ हेरफेर कर सकते हैं इसलिए पहले हमें एक संरचना की आवश्यकता है तो यह PDB और PDB के लिए कई अन्य स्वरूपों को भी स्वीकार करता है यदि आप फ़ाइल पर जाते हैं और फिर हम विकल्प को खोलते हैं तो यह आपसे वह फ़ाइल पूछेगा जिसे आप खोलना चाहते हैं तो हम आपकी निर्देशिका में जाते हैं तो 1timpdb यह वह है यदि आप चुनते हैं सही जब आप इसे खोलते हैं तो आप इन संरचना को यहाँ देख सकते हैं आप आसानी से संरचनाओं को देख सकते हैं तो डिफ़ॉल्ट लाइनें है तो हम यहाँ कई लाइनें देख सकते हैं यहाँ हम PDB ID 1TIM का प्रतिनिधित्व करते हैं यह PDB ID है जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं इसलिए जब आप दाईं ओर देखते हैं तो आप इन 5 अक्षरों को ASHL और C देख सकते हैं ए उस कार्रवाई के लिए है जो आपको बताएगी कि आप क्या करना चाहते हैं और एस दिखाने के लिए है कि आप परमाणुओं को दिखाना चाहते हैं सही या संरचनाओं को दिखाना चाहते हैं या नहीं और एच को छिपाना है अब यदि आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप छिपा सकते हैं और L को लेबल करना है और C को रंग देना है सहीऔर A कार्रवाई के लिए है मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा कि हम इनका उपयोग कैसे करते हैं तो पहले आप इसे एक कार्टून के रूप में दिखाना चाहते हैं तो हम इस एस का उपयोग करते हैं हम देख सकते हैं कि यह एस यहां है तो आप इसे दिखाना चाहते हैं जैसा कि मुझे वर्तमान में मिला है यह लाइनें हैं यदि आप कार्टून में दिखाना चाहते हैं तो आप एस पर जाएं और कार्टून के रूप में दिखाएं यदि आप ऐसा करते हैं तो आप चित्र को इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं यह एक तरह का कार्टून है यदि आप इसे देखते हैं तो यह देखना बहुत मुश्किल है कि हेलिक्स और स्ट्रैंड कहाहै हम देख सकते हैं आप हेलिक्स और स्ट्रैंड कहा देख सकते हैं हम यह नहीं देख सकते सही कि यह बहुत कठिन है यदि आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हेलिक्स कहाँ स्थित हैं और जहाँ स्ट्रैस स्थित हैं अब आप सर्पिल देख सकते हैं यहाँ वे हेलिक्स का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप वे तीर देख सकते हैं जो हम कर सकते हैं देखें ये स्ट्रैंड्स हैं तो आप चेन से भी कलर कर सकते हैं यदि आप यह देखते हैं कि इस संरचना में कितनी श्रृंखलाएं हैं तो हम नहीं जानते हैं सही 1 शायद 2 हो सकती है सही यदि आप श्रृंखला द्वारा रंग करते हैं सही तो यह रंग होगा सही अब हम देख सकते हैं कि 2 चेन कितनी आसानी से आप देख सकते हैं सही तो आप इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं वर्तमान जानकारी हम देख सकते हैं कि अब 2 श्रृंखला हैं यह एक है और इस श्रृंखला में यह दो है सही तो अब हम यहां 2 श्रृंखलाओं के लिए भी छिपा सकते हैं यदि आप एक श्रृंखला को छिपाना चाहते हैं इसलिए आप चेन पर राइट क्लिक करें और आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि उदाहरण चेन इंफॉर्मेशन और यदि आप इस हाइड चेन पर जाते हैं और छिप जाते हैं सही तो सब कुछ ठीक है पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि एक चेन यहां छिपी हुई है 2 चेन तो हम इस श्रृंखला को एक श्रृंखला का चयन करते हैं हमने चुना और यदि आप उस श्रृंखला को छिपाते हैं तो अब यह श्रृंखला छिपी है तो हम एक श्रृंखला देख सकते हैं ज़ूम इन और ज़ूम आउट करना भी संभव है और आप ओरिएंटेशन भी बदल सकते हैं स्थानों को भी बदल सकते हैं हम इस माउस को स्थानांतरित कर सकते हैं और आप इसे अलग अलग ओरिएंटेशन में बदल सकते हैं और आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं और साथ ही आप ज़ूम इन कर सकते हैं या इस विशेष संरचना को ज़ूम आउट करें इसलिए अब यदि आप विभिन्न रंगों में विभिन्न माध्यमिक संरचनाओं को देखना चाहते हैं उदाहरण के लिए यदि आप हेलिक्स स्ट्रैंड और लूप देखना चाहते हैं तो विभिन्न रंग विकल्प यहाँ हम हेलिक्स के रूप में लाल का उपयोग करते हैं और स्ट्रैंड के रूप में पीले रंग का और हरे रंग के रूप में लूप इस मामले में आप देख सकते हैं यह मामला है लाल हेलिक्स है सही आप यहां हेलिक्स कह सकते हैं और आप इस पीले रंग में स्ट्रैंड देख सकते हैं और इस हरे रंग में लूप सही आप इन सभी माध्यमिक संरचनाओं के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इसलिए अब यदि आप एक अनुक्रम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम संरचना में अनुक्रम के साथ काम करेंगे If you want to show the sequence and see where are the helix is In this case you go to the display option right you have the display option here and you get this option you called the sequence right if you show the sequence then you can see a sequence यदि आप अनुक्रम दिखाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं हेलिक्स कहां हैं इस मामले में आप प्रदर्शन विकल्प पर जाते हैं आपके पास यहां प्रदर्शन विकल्प होता है और आपको यह विकल्प मिलता है जिसे आपने अनुक्रम कहा है यदि आप अनुक्रम दिखाते हैं तो आप अनुक्रम देख सकते हैं यदि आप देखते हैं कि यह क्षेत्र यहां हेलिक्स से मेल खाता है और यह क्षेत्र स्ट्रैंड से मेल खाता है और यह क्षेत्र लूप से मेल खाता है आप उसी रंग को देख सकते हैं जिसे हमने एक अनुक्रम और संरचना पर लागू किया है तो आप मैप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप हेलिकल सेगमेंट के साथ साथ लूप्स के साथ साथ अनुक्रम में संरचना में कहां हैं तो आप श्रृंखलाओं के स्लाइड में भी रंग बदल सकते हैं यदि हम बहुत लंबे समय तक थे यदि आप इसे खींचते हैं तो आप एक अनुक्रम को एक रंग में और दूसरे क्रम को दूसरे रंग में देख सकते हैं इसलिए अब यदि आप कुछ सेगमेंट को किसी भी सेगमेंट को देखना चाहते हैं या यदि आप किसी बॉन्ड की लंबाई या बॉन्ड कोण या टॉर्शन कोण को मापना चाहते हैं इसलिए आपने 21 से 26 के सेगमेंट को चुना है यह बहुत सरल है बस आप इस क्रम पर क्लिक करते हैं फिर संरचना में इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है आप संरचना में समान देख सकते हैं गुलाबी डॉट्स ये अवशेष हैं जो उदाहरण के लिए अनुक्रम में समान प्रतिनिधित्व करते हैं LGELIH इसलिए अब आप देख सकते हैं और अवशेषों का चयन करने के लिए ज़ूम इन कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि गुलाबी वाले ये चयनित अवशेष हैं और आप अन्य सभी को छिपा सकते हैं इसलिए यदि आप बॉल और स्टिक में इन विशिष्ट अवशेषों को देखते हैं तो बॉल और स्टिक मॉडल क्या है छात्र एक बंधन हाँ स्टिक बांड का प्रतिनिधित्व करते हैं और गेंद परमाणुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए यदि आप यहां देखते हैं कि अलग अलग रंग सही हैं तो वे किसी भी विशिष्ट परमाणुओं के लिए एक विशिष्ट रंग का अनुसरण करते हैं उदाहरण के लिए कार्बन और एन के रूप में हरे रंग का यह एक नीला है और ऑक्सीजन लाल रंग में है सही यह ऑक्सीजन है सही नाइट्रोजन और आप देख सकते हैं यह कार्बन है अब आप इसे देख सकते हैं अब आप अवशेषों को लेबल कर सकते हैं सही तो यहाँ यह है हमारे पास GLU 23 के अवशेष हैं यहां 23 leucine 24 और isoleucine 25 में है इसलिए यह वही है जिसे हमने चुना है तो ये अवशेष यहां दिए गए हैं तो हम ग्लूटामिक एसिड 23 लेते हैं यह यहाँ चिह्नित है तो आप 24 का उपयोग करके चयनित को भी जान सकते हैं और आप इस एटम नाम से भी चिह्नित कर सकते हैं जिसे आपने लेबल किया है यह Cα है और हमारे पास C is C have है यह मुख्य श्रृंखला है सही और यहां साइड चेन है ठीक तो यहाँ पर ये मुख्य चेन परमाणु हैं तो मुख्य चेन परमाणु क्या हैं N CA CO सही यह एक मुख्य चेन परमाणु है और यह बैकबोन परमाणुओं है सहीऔर यहाँ ये साइड चेन परमाणु हैं यह ल्यूसीन है तो उनके पास एक साइड चेन Cγ C Cδ1 C 2 है यह यहाँ दिखाया गया है तो आप इस लाइन में एक लाइन विकल्प और इतने पर भी देख सकते हैं बॉन्ड लंबाई बॉन्ड कोण और टॉरशन कोण को मापना भी संभव है तो इस मामले में विज़र्ड की ओर जाएं और फिर माप पर जाएं यह परमाणुओं से दूरी कोण डायहेद्रल्स और साथ ही संपर्कों को मापने के लिए पूछेगा कि दूरी प्राप्त करने के लिए कितने प्रयासों की आवश्यकता है छात्र 2 दो सही इसलिए यदि आप दूरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह परमाणुओं को पहले परमाणु पर क्लिक करने के लिए पहले परमाणु का चयन करने के लिए कहेगा इसलिए हम पहले परमाणु पर क्लिक करते हैं यह कहते हैं कि यह एक है सही और अंतिम 2 दूसरा परमाणु है तो वे दूसरे परमाणु पर क्लिक करते हैं तो अब यह सीडी 1 और सीजी है तो दूरी 15 Å है तो आप इसे में विस्थापन देख सकते हैं सही तो Å यह Å बराबर है एक गुणा 10 10 मीटर सही 10 8 सेंटीमीटर तो हम यह देख सकते हैं कि यह कोण है इस दूरी 15 Å है cG और CD1 के बीच में जैसे हमारे पास यह कोण है कि आपको कितने परमाणुओं की आवश्यकता है 3 सही इसलिए हमें कोण प्राप्त करने के लिए 3 परमाणुओं का चयन करना होगा तो आप देख सकते हैं कि CD1 सही 1 2 3 है सही यदि आप CD1 CG और CD2 यदि हम क्लिक 3 परमाणु देते हैं तो यह आपको कोण देगा तो कोण 1099 डिग्री है इसी तरह हम विभिन्न पहलुओं के लिए इस Pymol का उपयोग कर सकते हैं आप उत्परिवर्तन देख सकते हैं आप आणविक सतह देख सकते हैं और आप इंटरैक्शन देख सकते हैं आप संपर्कों को देख सकते हैं सही उदाहरण के लिए हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन इस इलेक्ट्रोमैटिक इंटरैक्शन इसलिए हम इस Pymol के साथ बहुत कुछ खेल सकते हैं मैं उदाहरण के लिए एक और उदाहरण दिखाऊंगा बी कारकों की कल्पना करने के लिए अब हमने बी फैक्टर पर चर्चा की कि बी फैक्टर क्या है इसका तापमान कारक यह आपको प्रत्येक अवशेषों के उतार चढ़ाव का उदाहरण देगा उदाहरण के लिए वे कितने छोटे हैं और वे कितने कठोर हैं इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो मैं यह फ़ाइल लेता हूं तो मैं 181 लेता हूं सही वे इस फाइल को इस लाइन लाइनों में खोलते हैं तो यह है कि आप एक सतह पर देख सकते हैं यह एक पंक्ति है और आप सतह को देख सकते हैं और इससे आप बी कारकों को अलग अलग रंगों में देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि नीला रंग यह कठोर है कम लचीला है और आप नारंगी रंग यहाँ और वहाँ देख सकते हैं तो आप कर सकते हैं वे अत्यधिक लचीले हैं इसलिए हम देखते हैं कि बहुत अधिक अवशेष कठोर हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन घनत्व के नक्शे के अवशेषों को समायोजित कर सकते हैं तो इस मामले में कई अवशेष कठोर हैं और कुछ मामले जो वे इन अवशेषों में उतार चढ़ाव कर रहे हैं वे अत्यधिक लचीले हैं वे अधिक बी कारक हैं तो यदि आपके पास Pymol है तो इसके कई उदाहरण हैं आप संयुक्त 2 संरचनाओं को देख सकते हैं चाहे वे समान हों या न हों आप किसी भी विशिष्ट अवशेषों को म्यूट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इन प्रतिस्थापनों के कारण क्या परिवर्तन हुए हैं और आप हलोजन संरचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आप बॉन्ड कोण बॉन्ड की लंबाई और टॉरशन के कोणों को माप सकते हैं जिनसे आप विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन का विश्लेषण कर सकते हैं ताकि आप हेरफेर कर सकते हैं या आप विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए इस Pymol के आसपास खेल सकते हैं आप बहुत उच्च रिज़ॉल्यूशन के आंकड़े भी प्राप्त कर सकते हैं यह प्रकाशनों में है सही और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस उपयोगकर्ता की आवश्यकता के उपयोग के लिए पाइथन स्क्रिप्ट का समर्थन करता है आप इंटरफ़ेस के अवशेषों जोड़ीदार दूरी और इतने पर पा सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप सही ट्यूटोरियल में देख सकते हैं आप वेबसाइटों को देख सकते हैं सही और हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सही और आप अपने प्रोजेक्ट में या अपनी रिपोर्ट या अपने कागजात या किसी भी चीज या किसी भी एप्लिकेशन में इस Pymol को एक प्रभावी संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं तो आज की बात को संक्षेप में बताने के लिए तो हमने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया छात्र प्रोटीन 3 डी संरचनाएं प्रोटीन 3 डी संरचनाएं 3 डी संरचनाएं कौन सी जानकारी प्रदान करती हैं छात्र परमाणु 3 डी निर्देशांक परमाणु जानकारी XYZ निर्देशांक सही करता है तो 3 डी संरचनाओं को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रयोगात्मक तकनीकें क्या हैं छात्र एक्सआरडी और एनएमआर एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले तरीके हैं सही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी अब संरचनाओं को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है सही तो क्या संसाधन है क्या डेटाबेस है जिसमें प्रोटीन 3 डी संरचनाएं हैं छात्र पीडीबी पीडीबी सही प्रोटीन डाटा बैंक सही इसलिए यह विभिन्न संस्थानों द्वारा अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है अब हमारे पास दुनिया भर में पीडीबी है ठीक है तो कौन सी जानकारी अन्य सूचनात्मक हैं जो पीडीबी प्राप्त कर सकते हैं वास्तव में हम समन्वय फ़ाइल लेते हैं निर्देशांक फ़ाइल परमाणु संख्या परमाणु नाम अवशेष संख्या अवशेष नाम और श्रृंखला की जानकारी और निर्देशांक अधिभोग और तापमान कारक पर जानकारी देती है अधिवास क्या है छात्र यूनिट सेल में कितने अभिविन्यास हैं जो कि जिन अभिविन्यासों में परमाणु ले सकते हैं वे कितने अलग अलग अभिविन्यास हैं यदि केवल एक अभिविन्यास यह 1 अलग अलग अभिविन्यास होगा कुल योग एक तो तापमान कारक होगा सही इसलिए तब हमने विसुअलिज़शन उपकरण के बारे में चर्चा की सही और हमने एक उपकरण पर डेमो दिया जिस पर हमने Pymol पर चर्चा की Pymol के आवेदन क्या हैं हम संरचनाएं प्राप्त कर सकते हैं आप संरचनाओं को देख सकते हैं हम विभिन्न झुकावों को देख सकते हैं और आप अनुक्रम और संरचनाओं और म्यूटेशनों को मैप कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन प्राप्त कर सकते हैं और आप बांड की लंबाई बॉन्ड कोण को माप सकते हैं सही और आपको प्राप्त होते हैं Pymol का उपयोग करके बहुत सारे एप्लिकेशन हैं सही इसलिए हम 3D संरचनाओं और निर्देशांक के बारे में अधिक चर्चा करते हैं अब सवाल यह है कि हमारे पास बहुत अधिक डेटा है पीडीबी की तरह 133000 संरचनाएं सही हैं तो हम विभिन्न जानकारी के लिए इन संरचनाओं के साथ क्या कर सकते हैं बाद की कक्षाओं में मैं उन मापदंडों या गुणों के बारे में चर्चा करूँगा जिन्हें हम अपनी 3 डी संरचनाओं से प्राप्त कर सकते हैंसही और इन मापदंडों का उपयोग संरचना को समझने या इन प्रोटीनों के कार्य के साथ साथ उनके परिसरों और श्रेणियों को समझने के लिए कैसे किया जा सकता है ध्यान देने के लिए धन्यवाद